जब तक A से अगली नेगेटिव एज यहां नहीं आ जाती क्योंकि A पर क्लॉक दी गई है तो अगली नेगेटिव एज A d पर आती है आप यहां देख सकते हैं ठीक है तो उस समय यह 11 से 0 पर जाता है इसके बाद अगली नेगेटिव एज f पर आएगी तो यह 0 0 से 1 1 पर जाता है और इस प्रकार यह चलता रहता है ठीक है अब हम C को देखते हैं C पर क्या होता है C B से ट्रिगर प्राप्त कर रहा है ठीक है तो उसी प्रकार जब B उच्च से निम्न की ओर जाता है उस समय यह C ट्रिगर हो जाता है और ट्रिगर का मतलब यह है कि इसके दोनों इनपुट 1 है तो यह टॉगल करेगा अब हम देखते हैं कि B कब उच्च से निम्न पर जा रहा है तो B d पर उच्च से निम्न की ओर जा रहा है और दुबारा h पर ठीक तो इन क्षणों पर 1 से 0 और पुनः 1 से 0 होता है अतः C परिवर्तित हो रहा है C 0 0 0 0 पर है ठीक है क्योंकि इसे कोई ट्रिगर प्राप्त नहीं होती है ठीक हालांकि फ्लिप फ्लॉप A को प्रत्येक क्लॉक चक्र में ट्रिगर प्राप्त होती है B को हर दूसरे क्लॉक चक्र में ट्रिगर प्राप्त होती है C को अब तक ट्रिगर प्राप्त नहीं हुई है केवल चौथे क्लॉक चक्र में आप देख सकते हैं abcd ठीक इसे ट्रिगर प्राप्त हो रही है और उस समय क्योंकि यह टॉगल कर रहा है यह 0 से 1 पर जाता है और जब तक B की अगली नेगेटिव एज नहीं आ जाती यह 1 पर रहता है और फिर 1 से 0 पर जाता है और इस प्रकार यह चलता रहता है ठीक है तो फ्लिप फ्लॉप में ऐसा हो रहा है ठीक तो अब तक आपने गणना के क्रम में क्या प्राप्त किया

B फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पर A bar जा रहा है और C फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पर B bar जा रहा है ठीक तो यह व्यवस्था क्या है यदि आप आउटपुट ABC यानी अनकंपलीमेंटेड आउटपुट से ले रहे हैं ठीक है तो यह डाउन काउंटर की तरह कार्य कर रहा है अतः M 0 के बराबर अप काउंटर M 1 के बराबर डाउन काउंटर इस प्रकार हम एक ही सर्किट में दोनों चीजों की तरह यहां कार्य करवा सकते हैं तो जब यह गणना कर रहा है इसने एक विशेष स्तर मान तक गणना की है तब आप M बदल रहे हैं तब यह फिर से उल्टी दिशा में गणना शुरू करेगा तो इसने गणना की है कह सकते हैं अप काउंट मोड में गणना की है 01234 5ठीक है और तब आपने इसे 1 कर दिया तो यह डाउन काउंटिंग शुरू करेगा ठीक है तो अंत में हम एक मानक IC देखना चाहेंगे जो यह एसिंक्रोनस अप काउंट देती हो तो IC 7493 एक ऐसी IC है जिसमें वास्तव में यदि आप सर्किट के अंदर देखें तो यहां एक मॉड 8 काउंटर है और मॉड 2 काउंटर ठीक है इस विशेष IC में ऐसी दो इकाइयां है तो यह क्लॉक B है और यह क्लॉक A है ठीक यदि आप क्लॉक A के बारे में न सोचें ठीक यदि आप केवल बाहरी क्लॉक को क्लॉक B से जोड़ दें तो क्या होगा यह सर्किट मॉड 8 अप काउंटर की तरह कार्य करेंगे आप देख सकते हैं यह QB फ्लिप फ्लॉप की ओर जा रहा है QC फ्लिप फ्लॉप की ओर जा रहा है तो यह कंपलीमेंटेड आउटपुट नहीं है यह अनकंपलीमेंटेड आउटपुट जा रहा है इसलिए यह अप काउंटर की तरह कार्य करेगा ठीक है तो यह भाग मॉड 8 अप काउंटर है और यह भाग मॉड 2 काउंटर है ठीक अब QD की जगह यदि आप सिर्फ QB और QC को देख रहे हैं तो ये मॉड 2 और मॉड 4 है ठीक आपको काउंट प्राप्त होगी आप पहले वह देख चुके हैं कि यहां यह 2 से विभाजित होती है यहां यह 4 से विभाजित होती है और यहां यह 8 से विभाजित होती है ठीक है तो यह 1 है परंतु पूर्ण रूप से यहां 3 फ्लिप फ्लॉप हैं 8 भिन्न भिन्न स्टेट्स बढ़ते क्रम में हैं तो यदि आप इसे संपूर्ण ले तो यह एक मॉड 8 अप काउंटर है ठीक अब यदि आप यदि आप QA से क्लॉक QB तक यहां एक बाहरी संयोजन बनाते हैं ठीक और यहां क्लॉक यहां बाहरी क्लॉक देते हैं तो क्या होगा तो अब इसके बारे में भूल जाइए यह यहां नहीं है यह सीधे जुड़ा हुआ है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स की जगह अब हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स है तो पिछले सर्किट समय आरेख में हम AB तथा C पर रुक गए थे अब वहां एक D भी होगा ठीक इस प्रकार कि C के प्रत्येक नेगेटिव एज के लिए D परिवर्तित होगा ठीक है और इसका एक पूर्ण चक्र 8 प्लस 8 क्लॉक के 16 चक्र के लिए होगा ठीक तो यह एक मॉड 16 काउंटर बनेगा ठीक है क्योंकि यहां जब आप क्लॉक दे रहे हैं तो यदि आप यदि आप सर्किट याद करें तो यह आपकी क्लॉक है तो नेगेटिव एज है ठीक है तो QA यहां बदल रहा है और फिर दोबारा यहां और फिर दोबारा यहां ठीक है तो यह आधा है इसलिए यह 2 से विभाजित है और यह 8 से विभाजित है ठीक तो सम्मिलित रूप से यह 16 से विभाजित है तो यह मॉडुलो 16 काउंट है जो हमें प्राप्त होगा क्या यह स्पष्ट है तो जो हमने पहले चर्चा की उसको बढ़ा रहे हैं 3 फ्लिप फ्लॉप से 4 फ्लिप फ्लॉप तक ठीक इसके अतिरिक्त यहां आप देख सकते हैं कि यहां दो अन्य इनपुट R01 और R02 है यदि ये दोनों उच्च हैये दोनों उच्च है तो क्या होगा